हम रिजिड बॉडीस पर फोर्सेस की क्रिया को देखना शुरू करने जा रहे हैं तो अब तक हमने काइनेमेटिक्स का अध्ययन किया है जो की मोशन का अध्ययन वास्तव में उस मोशन के कारक फोर्सेस पर विचार किए बिना है हम काइनेटिक्स को देखना शुरू करने जा रहे हैं हम अभी भी खुद को प्लेन काइनेटिक्स तक सीमित रखने जा रहे हैं जो अनिवार्य रूप से काइनेटिक्स या डायनामिक्स है क्योंकि कभी कभी इसे एक प्लेन पर रिजिड बॉडीस का काइनेटिक्स कहा जाता है और हम पहले लॉज़ ऑफ़ मोशन को लिखेंगे जो रिजिड बॉडीस के प्लेन काइनेटिक्स या थोड़े अधिक सामान्य रूप से रिजिड बॉडीस के काइनेटिक्स को निर्धारित करते हैं लेकिन उस पर जाने से पहले हम अपने प्रसिद्ध न्यूटन के दूसरे नियम को दोहराते हुए शुरू करते हैं जो कि इस प्रकार है फोर्स एक्सेलरेशन का कारण बनता है और इसमें मास आनुपातिकता स्थिरांक होसन्दर्भ स्लाइड समय ता है तो आइए इसे एक वेक्टर रूप में लिखकर शुरू करें सिवाय इसके कि मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा वास्तव में उस तरह से जैसे हमने पहली बार लॉज़ ऑफ़ मोशन को लिखा था अगर मेरे पास मास m का एक कण है जिसकी वेलोसिटी v है तो इस कण पर लागु होने वाला फोर्स मोमेंटम के परिवर्तन की दर का कारण बनता हैतो यदि मैं अब G को के रूप में परिभाषित करता हूं तो मुझे लगता है कि हम लीनियर मोमेंटम को दर्शाने के लिए सब्सक्रिप्ट P का उपयोग करते हैं इसलिए यदि P इस कण का लीनियर मोमेंटम है जो कि है तो इस कण पर लागु होने वाला फोर्स इसका कारक बनता है तो मान लीजिए कि किसी एक विशेष दिशा में एक फोर्स है जो इस कण पर लागु हो रहा है वह फोर्स उस फोर्स की दिशा में मोमेंटम के परिवर्तन की दर का कारक बनता हैयह वही है जो हमारे पास एक पॉइंट पार्टिकल के लिए था अब अगर मुझे इसे एक रिजिड बॉडी तक बढ़ाना है तो यहाँ एक रिजिड बॉडी है एक पॉइंट पार्टिकल और एक रिजिड बॉडी के बीच का अंतर यह है कि एक रिजिड बॉडी में अतिरिक्त डिग्रीस ऑफ़ फ्रीडम होती है यह वही है जिसके विषय में हमने स्टैटिक्स के संदर्भ में चर्चा की थी और इसलिए यदि मैं अब एक रिजिड बॉडी लेता हूं तो इस रिजिड बॉडी का प्रत्येक बिंदु थोड़ी अलग वेलोसिटी से गतिमान हो सकता है क्योंकि हमने कहा था कि रिजिड बॉडी घूर्णन कर सकती है तो यदि मेरे पास अलग अलग वेलोसिटी के साथ गतिमान अलग अलग रिजिड बॉडी हैं और मान लीजिये कि यहाँ कुछ फोर्सेस है मैं इन्हें वेक्टर के रूप में निरूपित करूंगा तो अगर मेरे पास इस रिजिड बॉडी पर लागु होने वाले फोर्सेस हैं तो यह न्यूटन का दूसरा नियम रिजिड बॉडी के लिए कैसा दिखेगा अब मूल संदर्भ जिसमें आप एक पॉइंट पार्टिकल के लिए मान्य लॉज़ ऑफ़ मोशन के इस सामान्यीकरण को एक रिजिड बॉडी के लिए बना सकते हैं वह जिसे सेंटर ऑफ़ मास के रूप में जाना जाता है को परिभाषित कर किया जा सकता है तो हम सेंटर ऑफ़ मास को दर्शाने के लिए G चिन्ह का उपयोग करेंगे इसे के इंटीग्रल से परिभाषित किया गया है तो यदि मैं एक एलिमेंट लेता हु एवं को उस एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लेता हूं तो यह मुझे सेंटर ऑफ़ मास या G का पोजीशन वेक्टर देता है तो यहाँ M बॉडी का मास हैबॉडी में किसी दिए गए बिंदु का पोजीशन वेक्टर है उस बिंदु पर एलीमेंटल मास है तो एक 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए यह सामान्य रूप सेहो सकता है जो फिर से एलेमेंटल एरिया गुणित एरिया डेंसिटी है तो सेंटर ऑफ़ मास अब बॉडी के अंदर एक बिंदु है आमतौर पर अगर बॉडी सिम्पली कनेक्टेड नहीं है यह बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है तो आइए उदाहरण के लिएएक साधारण छल्ला लेते हैं तो अगर मेरे पास चूड़ी की तरह एक गोलाकार छल्ला है तो इस छल्ले का सेंटर ऑफ़ मास बॉडी के मास में नहीं है अगर बॉडी सिम्पली कनेक्टेड है तो सेंटर ऑफ़ मास बॉडी के अंदर होता है तो हम न्यूटन के दूसरे नियम का विस्तार कर सकते हैं उसे हम यूलर्स लॉ ऑफ़ मोशन Eulers Laws of Motion कहते है और पहले यूलर्स लॉ ऑफ़ मोशन के अनुसार एक रिजिड बॉडी पर लागु होने वाले सभी फोर्सेस का योग सेंटर ऑफ़ मास के मोमेंटम के परिवर्तन की दर के बराबर होता है तो एक बड़ी बॉडी जिस पर फोर्सेस का एक वितरित सेट लागु हो रहा है ऐसी बॉडी के होने का कुल प्रभाव यह है कि सेंटर ऑफ़ मास की वेलोसिटी या अधिक सटीक रूप से सेंटर ऑफ़ मास का मोमेंटम बदल जाता है तो एक पूरी तरह से जुडी बॉडी में यदि मास M स्थिरांक है तो हम बॉडी के कुल मास को दर्शाने के लिए कैपिटल M का उपयोग करते हैं सभी फोर्सेस का वेक्टर योग मास गुणित सेंटर ऑफ़ मास का एक्सेलरेशन है तो यह न्यूटन के नियमों का रिजिड बॉडीस के लिए सीधा विस्तार है अब काइनेमेटिक्स के विषय में हमारी पिछली चर्चा से हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी केवल ट्रांसलेट करने में ही नहीं अपितु घूर्णन करने में भी सक्षम है यदि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है तो यह एक ट्रांसलेशनल दिशा में मूव हो सकती है जो कि उस तरह का मोशन होगा या यह घूर्णन कर सकती है तो इस तरह से पूरी बॉडी घूर्णन कर सकती है तो यह ट्रांसलेशनल है और यह रोटेशन है तो यह घूर्णन एक अतिरिक्त डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है जो एक रिजिड बॉडी के लिए उपलब्ध है तो प्लेन काइनेटिक्स में जिससे तात्पय यह है कि यदि मैं केवल एक प्लेन पर मूव करने के लिए बाधित हूं मान लीजिये इस बोर्ड के प्लेन पर यूलर का पहला नियम जो न्यूटन के दूसरे नियम को एक रिजिड बॉडी पर लागू करने से प्राप्त हुआ था पर्याप्त है अगर मुझे इस अतिरिक्त डिग्री ऑफ़ फ्रीडम का भी अध्ययन करना है तो यहाँ एक दूसरा नियम है जो एंग्युलर मोमेंटम के संरक्षण से संबंधित है तो एंग्युलर मोमेंटम को मैं कैसे परिभाषित करूँगा एंग्युलर मान लें कि यदि मेरे पास बिंदु O पर फिर से एक पॉइंट पार्टिकल P है तो इस पॉइंट पार्टिकल में कुछ लीनियर मोमेंटम लीनियर वेलोसिटीऔर एक मास m है और यदि यह r एक करेंट पोजीशन वेक्टर है तो एंग्युलर मोमेंटद्वारा दिया जाता है तो इसे पार्टिकल के एंग्युलर मोमेंटम के रूप में परिभाषित किया गया है एक रिजिड बॉडी के लिए मैं एंग्युलर मोमेंटम को परिभाषित कर सकता हूं तो अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और जैसा कि हमने कहा कि वह सेंटर ऑफ मास है लेकिन अलग अलग बिंदु अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मैं किसी भी बिंदु के सापेक्ष एंग्युलर मोमेंटम की गणना कर सकता हूं और जो इस इंटीग्रेशन को करने से प्राप्त होता है तो मैं एक सबस्क्रिप्ट O रखता हूं जिसका अर्थ है कि यह O से देखा गया है इसलिए यदि मैं एक एलीमेंटल मास लेता हूं तो मुझे स्थिति O से तक पोजीशन वेक्टर पता है और यदि उस बिंदु पर स्थानीय रूप से कोई वेलोसिटी है तो का बॉडी के पुरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन मुझे हमारा एंग्युलर मोमेंटम देता है वास्तव में यह बॉडी के पूरे मास पर इंटीग्रेशन है चूँकि हम को देख रहे हैंयह हमें O के सापेक्ष एंग्युलर मोमेंटम देता है तो यहाँ सबस्क्रिप्टका क्या अर्थ है यह O के सापेक्ष एंग्युलर मोमेंटम को दर्शाता है इसलिए हमें इस एंग्युलर मोमेंटम के लिए एक अतिरिक्त लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशन की आवश्यकता है तो जैसे मोमेंट में फोर्स लीनियर मोमेंटम के परिवर्तन का कारण बनता है तो यदि मेरे पास एक फोर्स एवं कोई अन्य फोर्स है तो इनमें से प्रत्येक फोर्स एक मोमेंट का कारण बनता है तो मैं इससे एक लंबवत ले सकता हूं जिसे आमतौर पर मोमेंट आर्म के रूप में जाना जाता है अत किसी रिजिड बॉडी पर O के सापेक्ष लागु होने वाले सभी मोमेंट का योग एंग्युलर मोमेंटम में परिवर्तन की दर के बराबर होता है तो यह न्यूटन के दूसरे नियम के बहुत अनुरूप दिखता है तो हम इसे अंग्रेजी में लिखेंगे O के सापेक्ष मोमेंट का योग O के सापेक्ष गणना किये गए एंग्युलर मोमेंटम के परिवर्तन की दर के बराबर है तो यह दूसरा भाग वह है जिसे हम के रूप में संदर्भित कर रहे हैं और मोमेंट की गणना m के सापेक्ष की जाती है तो एंग्युलर वेलोसिटी के विपरीत मोमेंट एक वेक्टर है लेकिन यह एक अक्ष तक ही सिमित है तो एक अक्ष के सापेक्ष एक मोमेंट की गणना की जाती है प्लेन काइनेटिक्स के इस विशेष उदाहरण में अक्ष पेपर के प्लेन के लंबवत O से गुजरने वाली एक रेखा है तो हम पेपर के प्लेन के लंबवत बिंदु O से गुजरने वाली एक रेखा के सापेक्ष एंग्युलर रूप से सभी फोर्सेस के असर की गणना कर रहे हैं इसी तरह एंग्युलर मोमेंटम की गणना पेपर के प्लेन के लंबवत O से गुजरने वाली एक रेखा के सापेक्ष की जाती है तो यह पेपर के प्लेन के लंबवत O से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष एंग्युलर मोमेंटम है तो एंग्युलर वेलोसिटी और एंग्युलर एक्सेलरेशन के विपरीत एंग्युलर मोमेंटम और मोमेंट्स की गणना किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष की जाती है तो यह ठीक लग रहा है क्योंकि यह हमारे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुरूप दिखता है फोर्सेस का योग लीनियर मोमेंटम के परिवर्तन की दर के बराबर होता है जो कि हमारे पास यहां था तो यह हमारा पहला नियम है या बस एक रिजिड बॉडी पर सभी फोर्सेस का योग मास गुणित सेंटर ऑफ़ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होता है यह ठीक और अनुरूप दिखता है तो O के सापेक्ष सभी मोमेंट्स का योग O के सापेक्ष मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया गुणित उस रिजिड बॉडी के के बराबर होता है ध्यान दें मैंने किस तरह से यहां सेंटर ऑफ़ मास नहीं लिया है एक फ्री वेक्टर है अब प्लेन काइनेटिक्स के लिएमोमेंट ऑफ़ इनर्शिया "I" केवल एक संख्या होता है यह एक स्कलेर होता है जबकि 3 डाइमेंशनल काइनेटिक्स में मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया केवल स्कलेर नहीं होता है अब हमें थोड़ा सचेत रहना होगा यह O के किन विकल्पों के लिए मान्य होगा तो हमें यह प्रश्न पूछना है इसलिए यदि O मूव कर रहा है तो क्या यह अभी भी मान्य होगा तो ऐसे कई अनुप्रयोग होंगे जहां मैं बॉडी के साथ मूव करने के लिए बॉडी के भीतर एक बिंदु के रूप में O को अपने ओरिजिन के रूप में चुनना पसंद करुंगा तो इस की गणना के साथ उस स्थिति पर भी लागू होता है अब मैं इसे निष्पादित करने नहीं जा रहा हूं मैं इसे लिखने जा रहा हूं कि तीन विशिष्ट उदाहरण हैं जहां यह सरलीकरण लागू होगा तो पहला यह है कि यदि O फिक्स्ड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि O कहां है यह बॉडी के भीतर या बॉडी के बाहर हो सकता है यदि O एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके सापेक्ष आप मोमेंट्स और मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना कर रहे हैं तो यह समीकरण लागू होगा दूसरी स्थिति यह है कि यदि मैं सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष मोमेंट्स की गणना करता हूं और मैं सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष में मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया की गणना करता हूंयह भी एक मामला होगा कि जहां यह सरल सहज और ठीक रूप जो हमें न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है अभी भी वैध है किसी अन्य बिंदु P के लिए यदि मुझे यह करना है यदि मैं किसी अन्य बिंदु P के बारे में मोमेंट्स की गणना करता हूं तो मुझे P द्वारा देखे गए सेंटर ऑफ़ मास की दूरी को शामिल करते हुए एक अतिरिक्त पद लेना होगा तो यह एक वेक्टर है जिसका शीर्ष भाग सेंटर ऑफ़ मास पर समाप्त होता है और पिछला भाग P पर होता है और आपको एक अतिरिक्त क्रॉस प्रोडक्ट को ज्ञात करना होता है जिसमे सेंटर ऑफ़ मास के लीनियर मोमेंटम के परिवर्तन की दर शामिल होती है तो जहां तक संभव हो हम इस संभावना से बचेंगे तो बॉडी के भीतर या बाहर किसी भी P के लिए यह रूप है हम इसका उपयोग बहुत बार करेंगे जहां सेंटर ऑफ़ मास उस बिंदु के रूप में चुना जाएगा जिसके सापेक्ष हम मोमेंट्स की गणना करेंगे यह एक निश्चित बिंदु हो भी सकता है या नहीं भीयह एक एक्सेलरेटिंग बिंदु भी हो सकता है यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बिंदु को फिक्स्ड ही होना चाहिए तो सेंटर ऑफ़ मास के मोशन की प्रकृति कहीं भी हो अगर मैं सेंटर ऑफ़ मास के सापेक्ष मोमेंट्स की गणना करता हूंतो होगा तो यह हमारा वह बिंदु होगा जिसके सापेक्ष हम आगे के सारे उदाहरणों में एंग्युलर मोमेंटम के लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशन की गणना करेंगे और मैं दृढ़ता के साथ प्रश्नो को हल करने के इस तरीके से जुड़े रहने की सलाह इस आशय के साथ देता हूं कि यदि आप सेंटर ऑफ़ मास को उस बिंदु के रूप में चुनते हैं जिसके सापेक्ष आप मोमेंट्स के बारे में इसकी गणना करते हैं तो एंग्युलर मोमेंटम का लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशनलीनियर मोमेंटम के लॉ ऑफ़ कंज़र्वेशन के बिल्कुल अनुरूप है इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कुछ उदाहरणों में गणित के एक या दो पद अधिक शामिल हो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया बहुत सहज होगी और आप बहुत आसान तरीके से इसका अनुसरण कर पाएंगे यदि आपने सेंटर ऑफ़ मास को उस बिंदु के रूप में चुना है जिसके सापेक्ष आप अपने मोमेंट्स और एंग्युलर मोमेंटम की गणना करेंगे हम वीडियो के अगले भाग में कुछ उदाहरण प्रश्नो को हल करेंगे